आपका स्वागत है इस श्रृंखला के व्याख्यान और इस सप्ताह के व्याख्यान में पिछले सप्ताह में हमने अपने आप को खनिज अन्वेषण खनिज संसाधनों के आर्थिक वर्गीकरण और अपने दिमाग के पीछे की अवधारणा के साथ बिल्कुल वैसा ही पेश किया जैसा कि हम खोज रहे हैं कि हम क्या खोज रहे हैं और ज्यादातर हम खुद को खनिज अन्वेषण के इन वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा के लिए प्रतिबंधित करेंगे विज्ञान जो हमने खनिज भंडार की प्रक्रियाओं का अवलोकन प्राप्त कर लिया है है और हम देखेंगे कि प्रभावी ढंग से हम उस ज्ञान का उपयोग करने के तरीकों को विकसित करने या उन्हें देखने के तरीके का उपयोग करेंगे और किस तरह से वास्तव में वैज्ञानिक द्वारा सिद्धांतों का उपयोग करके कार्यप्रणाली काम की है सिद्धांत जो हमने सामान्य रूप से खनिज जमा करने के बारे में सीखा पिछले सप्ताह हमने अपनी चर्चा शुरू की और हमने यह भी चर्चा की कि यह भूवैज्ञानिक पद्धति है जो गतिविधियों के मूल में है हम प्राथमिक और द्वितीयक जियोकेमिकल चक्रों में धातुओं तत्वों उनकी गतिशीलता की भौगोलिक रासायनिक विशेषताओं पर मौलिक ज्ञान का उपयोग करते हैं और उन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं जो खनिज जमा की सतह का पता लगाने या पहचानने के लिए करते हैं जो ऊपर या नीचे लाते हैं कुछ के साथ बाहर आना जिसे हम जियोकेमिकल विसंगति कहते हैं जियोकेमिकल विसंगति जिस पर हमने चर्चा की वह विभिन्न प्रकृति और आयाम और परिमाण हो सकती है जो सतह के नीचे छिपे हुए खनिज भंडार के संकेत के रूप में आ रहे हैं और उन्हें बहुत सावधानी से व्याख्या करने की आवश्यकता है इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ शामिल हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की जब हम उपयोग करते हैं तो जियोकेमिकल पद्धति मोटे तौर पर लिथो जियोकेमिकल हो सकती है जब हम चट्टानों के नमूने लेते हैं जो सतह पर उजागर होते हैं जब हमें संदेह होता है कि कुछ खनिज भंडार है जो सतह के नीचे मौजूद है तो हम चट्टानों का नमूना लेते हैं हमारे पृष्ठभूमि के भूवैज्ञानिक ज्ञान और समग्र भूवैज्ञानिक सेटिंग चट्टान के प्रकार और जिससे हमने विचार का निर्माण या पुनर्विकास किया है हमारे पैमाइश और विस्तृत सर्वेक्षण चरणों के माध्यम से निर्णय लिया जा रहा है जो हम अपने विस्तृत सर्वेक्षण चरणों के माध्यम से अयस्क पिंड को चित्रित करने और भू रासायनिक तरीकों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं यदि क्षेत्र मिट्टी से ढंका है तो हम मिट्टी का नमूना लेते हैं यदि कुछ जल निकाय हैं जैसे स्थिर सतह के जल निकाय या भूजल जो उप सतह है जो रॉक संरचनाओं के माध्यम से भूजल का प्रसार कर रहे हैं जो जल असर रॉक संरचनाओं हैं हम उन पौधों का भी विश्लेषण कर सकते हैं जो मिट्टी पर उगने वाली मिट्टी के ऊपर उगते हैं एक खनिज जमा जो नीचे पड़ा है कभी कभी हम वायुमंडल में दुर्लभ गैसों के विश्लेषण की विधि का भी उपयोग करते हैं और उनका नमूना लेते हैं और उदाहरण के लिए यूरेनियम जमा के लिए विशिष्ट प्रकार के छिपे हुए खनिज भंडार के लिए हमारे अन्वेषण के बारे में भी जा सकते हैं और हम भूभौतिकीय तरीकों की मदद भी लेते हैं हमारे पास इन विधियों के विवरण में होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उन्हें भौतिक सिद्धांतों पर बहुत विस्तृत समझ की आवश्यकता है जो इस व्याख्यान श्रृंखला के इस दायरे से परे हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम सिर्फ यह देख सकते हैं कि डेटा की व्याख्या या विस्तृत गणितीय उपचार के संदर्भ में उनके विवरणों के बिना ये तरीके कैसे हैं जो कि आवश्यक भूभौतिकीय डेटा के लिए किया जाता है हम कुछ केस स्टडी देख सकते हैं जहां ऐसे तरीकों का उपयोग किया गया है जैसा कि मैंने कहा है कि खनिज जमा की एक सफल खोज से पहले सभी तकनीकों और सभी सूचनाओं के संश्लेषण का उपयोग एक साथ होता है जो आम तौर पर एक दूसरे को मजबूत करने और अंत में एक पुष्टिकरण प्राप्त करने या उपस्थिति के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए काम करेंगे खनिज भंडार की अनुपस्थिति जो सतह से नीचे है तो जब गुरुत्वाकर्षण जैसी स्थिति की बात आती है तो इसका मतलब है हम वास्तव में मौलिक भौतिक विशेषता का उपयोग कर रहे हैं अर्थात् हमारे संदिग्ध अयस्क निकाय और आसपास की चट्टान के बीच भौतिक विशेषता में विषमता यदि हम सामान्य स्थिति लेते हैं जहां क्रस्टल चट्टानें हैं तो हमें जो ग्रेविटी सिग्नेचर मिलते हैं वह एक पृष्ठभूमि सिग्नेचर या एक सामान्य मूल सिग्नेचर है जो हमें मिलता है यदि कोई निकाय है तो उदाहरण के लिए कहें इस तरह की चीजें बहुत अच्छी तरह से चित्रित की जा सकती हैं अनिवार्य रूप से मैं यहां जो भी दरशा रहा हूं वह क्रस्ट में कहीं भी एक हिस्सा है जहां यह सामान्य क्रस्टल चट्टानें हैं जिन्हें सिलिकेट चट्टानें कहते हैं आइए हम इस पर विचार करें एक जेनेसिक रॉक या एक फेल्सीक रॉक या किसी प्रकार की मेटासेडिमेंट या क्वार्ट्ज़ो फेल्डस्पैथिक गनीस कंट्री रॉक और जिसमें हमारे पास एक अयस्क का एक पिंड होता है जो सतह के नीचे छुपा होता है तो मौलिक रूप से हम मान लें कि यह क्रोमाइट का एक अयस्क निकाय या मैग्नेटाइट कहलाता है तो अगर यह क्रोमाइट का पिंड होता है तो क्रोमाइट के इस पिंड में एक अलग घनत्व होने की संभावना है और फिर चट्टान जो इस पिंड के आसपास हैं यदि हम इस क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को लेते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ सिग्नेचर प्राप्त करने जा रहे हैं जो यह संकेत देगा कि कुछ पिंड है जो अपने उच्च स्पेसिफिक ग्रेविटी उच्च घनत्व के गुण से मौजूद है यह एक विसंगतिपूर्ण क्षेत्र में निर्माण कर रहा है जिसका पता लगाया जा सकता है यदि हम क्षेत्र में एक गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण करते हैं मान लें अगर यह मैग्नेटाइट का पिंड होता है तो मैग्नेटाइट का यह पिंड अपनी उच्च चुंबकीय संवेदनशीलता के कारण भी स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र का कारण होगा जिसे मैग्नेटोमीटर द्वारा मापा जा सकता है विभिन्न घटक हैं जो हम यहां मापते हैं और हम कुछ लेते हैं जिसे चुंबकीय विसंगति कहा जाता है और हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं चाहे वह गुरुत्व हो या यह चुंबकीय गुण हो हम परिणाम को विसंगति मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें 2 आयामी या 3 आयामी दृश्य की सतह पर समोच्च रूप से प्रस्तुत करते हैं और इस तरह के एक पिंड की उपस्थिति पर संदेह करते हैं जो चुंबकीय विशेषता या विशिष्ट गुरुत्व जैसी भौतिक विशेषता में इसके अंतर से होता है उदाहरण के लिए यदि यह अयस्क पिंड जो हम यहां दिखा रहे हैं सल्फाइड का एक पिंड है जो धातु सल्फाइड है इस धातु सल्फाइड पिंड में आसपास की चट्टानों की तुलना में एक उच्च विद्युत चालकता होगी तो यदि हम विद्युत चालकता पर माप लेते हैं या वास्तव में हम क्या मापते हैं जो अनिवार्य रूप से प्रतिरोधकता है जो यहाँ पर चट्टान द्रव्यमान की चालकता के विपरीत है और विभिन्न प्रकार के ट्रैवर्स लेते हैं फिर आसपास के चट्टान के संबंध में अयस्क पिंड की विद्युत चालकता में अंतर के आधार पर यह हमें कम प्रतिरोधकता वाले पिंड के रूप में कुछ संकेत देने वाला है जो सामान्य कंट्री रॉक के आसपास मौजूद है तो यहां हम पूर्वेक्षण या चुंबकीय विधियों के पूर्वेक्षण या चुंबकीय तरीकों की हमारे बुनियादी सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से उपयोग कर रहे हैं या ये पूर्वेक्षण की एक गुरुत्व पद्धति अयस्क निकायों की भौतिक विशेषता में बुनियादी अंतर हैं जब हम एक सरल आरेख के साथ चर्चा कर रहे होते हैं तो हम एक ऐसे मामले को प्रस्तुत करते हैं जहां हम अयस्क पिंड के एक बहुत ही सरल आकार के साथ शुरू करते हैं प्रकृति में अयस्क पिंड का आकार किसी भी जटिल ज्यामिति पर हो सकता है एक विसंगति जिसे हम या तो एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति या एक विसंगति कहते हैं जिसे विद्युत प्रतिरोधकता द्वारा पता लगाया जाता है या एक चुंबकीय विसंगति या विद्युत चुम्बकीय का पता लगाना अयस्क पिंड की विशेषता पर निर्भर करता है हम एक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं जो एक विद्युत चुम्बकीय विधि है हम भूकंपीय विधि का भी उपयोग करते हैं भूकंपीय विधि अनिवार्य रूप से चट्टानों के माध्यम से लोचदार तरंगों के प्रसार के तरीके में अंतर की मदद लेती है वे अधिक प्रभावी ढंग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए उपयोग किए जाते हैं लेकिन अक्सर या बहुत अधिक धातु मेटलिक भंडार या तो ऑक्साइड या सल्फाइड भंडार की खोज के लिए उपयोग किया जाता है हमारे पास रेडियोमेट्रिक विधियां भी हो सकती हैं जिनके द्वारा हम रेडियोधर्मी तरंगों को मापते हैं जो कि यूरेनियम थोरियम जैसे पैरंट रेडियोन्यूक्लाइड के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होते हैं जब पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे हुए ऐसे भंडार आम तौर पर इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऐसी तीव्रता की पृष्ठभूमि मूल्य से अधिक होती हैं जो अनिवार्य रूप से गामा दर होती हैं जो उपयुक्त डिवाइस का उपयोग करके बेहतर प्रवेश और औसत दर्जे की होती हैं तो ये सभी विधियाँ जो हम अन्वेषण के भूभौतिकीय तरीकों के लिए नियोजित करते हैं हम पूर्वेक्षण कह सकते हैं वे परिष्कृत इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग करते हैं और इन क्षेत्रों में डेटा की कमी के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के संदर्भ में विकास काफी महत्वपूर्ण है और अब अक्सर एक से अधिक तकनीकों के संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और कई डेटा संयुक्त रूप से उपयोग किए जाते हैं एक बेहतर व्याख्या और छिपे हुए अयस्क निकायों का पता लगाने के लिए अधिक भरोसेमंद व्याख्या के लिए और जैसा कि मैंने कहा है कि अंततः खनिज भंडार की एक सफल खोज ने भू रासायनिक और भूभौतिकीय दोनों तरीकों और सभी परिणामों का उपयोग किया होगा जब वे एक साथ संकलित या संश्लेषित किए जाते हैं तो केवल भंडार के संदर्भ में अनुमान के संदर्भ में अंतिम परिणाम मौजूद है या नहीं वास्तव में पूर्ण मूल्यांकन या इन तरीकों से उत्पन्न सभी डेटा के बाद किया जाता है तो हम सभी समीकरणों के साथ उनके या यहां तक कि इन चीजों के काम के सिद्धांतों के साथ एक गुरुत्व या प्रोटॉन प्रेसीजन मैग्नेटोमीटर या गामा स्पेक्ट्रोमीटर या यहां तक कि सीस्मोग्राफ जैसे उपकरण में नहीं जा रहे हैं जो भूकंपीय तरंगों को डिटेक्ट करते हैं खनिज अन्वेषण की प्रक्रिया में कुछ कृत्रिम साधनों द्वारा उत्पन्न होते हैं तो पृष्ठभूमि की इस जानकारी के साथ हम कुछ चयनित भंडार प्रकारों की खोज से निपटेंगे और हम सामान्य कार्यप्रणाली भी देखेंगे जो कुछ विशिष्ट प्रकार की भंडारों की खोज के लिए सामान्य रूप से लागू हो सकती है जैसा कि मैंने आज खनिज की खोज से पहले कहा है विशिष्ट रूप से विशिष्ट धातुओं के विशिष्ट भंडार की प्रकारों की ओर लक्षित है और अन्वेषण कार्यक्रम इतना डिज़ाइन किया गया है कि यह उन भूवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखता है जिन्हें प्रक्रिया के दौरान या इस तरह के भंडार के अन्वेषण के दौरान विशेष रूप से देखा जाता है हमारे द्वारा नियोजित अन्वेषण विधियों का एक छोटा सा परिचय के साथ हम वर्तमान दिन की एक बहुत व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा अवलोकन सामान्य विचार करने की कोशिश करेंगे जो कि खनिज अन्वेषण में दूरस्थ संवेदन है यदि हम मानक परिभाषा से भी शुरू करते हैं तो रिमोट सेंसिंग क्या है कि हम किसी वस्तु के बारे में या दूरस्थ दूरी से जांच करके या उसके बारे में अनुमान या अनुमान लगाते हैं तो रिमोट सेंसिंग आमतौर पर एक उपग्रह द्वारा किया जा सकता है जिसे पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर कक्षा में रखा जा सकता है या यह हवाई हो सकता है हमने कुछ बिंदुओं को देखा कि हमारे पास कई ऐसे एयरबोर्न एक्सप्लोरेशन मेथड्स एयरबोर्न मैग्नेटिक मेथड एयरबोर्न ग्रेविटी सर्वे हैं जहां हम बड़े क्षेत्रों में ग्रेविटी विसंगति या मैग्नेटिक एनोमली उत्पन्न करते हैं जिन्हें पैमाइश सर्वे के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरह रिमोट सेंसिंग का काम उन उपकरणों को ले कर भी किया जा सकता है जो हवाई जहाजों में हमारे स्पेक्ट्रोमीटर हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग कुछ हज़ार मीटर की दूरी पर ही होंगे जिस तरह के नक्शे वे एयरबोर्न विधियों द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे उनमें आमतौर पर उपग्रह की तुलना में थोड़ा बड़ा पैमाने होगा उपग्रह क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रखे गए हैं और उनका लाभ यह है कि हम पृथ्वी की सतह का एक समान दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं की जांच कर सकते हैं पृथ्वी की वस्तुएं चट्टानें मिट्टी पानी और वनस्पति होंगी तो इस छोटी चर्चा में कि हम इस सुदूर संवेदन विधि पर विचार करेंगे हम उन हवाई तरीकों पर विचार नहीं करेंगे जिन्हें शुरू में हवाई तस्वीरों के रूप में कहा जाता था जिन पर चर्चा नहीं की जाएगी और इन दिनों भी हवाई स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर हैं जो पृथ्वी की सतह से विक्षेपण विद्युतचुंबकीय तरंगों में भी ले सकते हैं इसलिए हम एयरबोर्न विधि पर विचार नहीं करेंगे हम केवल उपग्रह रिमोट सेंसिंग विधि पर चर्चा करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह उपग्रह सुदूर संवेदन जो किया जाता है वह अनिवार्य रूप से दो का हो सकता है जो कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन है तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन वह है जिसमें हम अपने उपयोग के लिए सूर्य की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं सक्रिय रिमोट सेंसिंग के मामले में हम बहुत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वांछित तरंग दैर्ध्य की अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं और हम इस सक्रिय रिमोट सेंसिंग पर चर्चा नहीं करेंगे अधिकतर हम उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग हैं जहां हम सूर्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग कर रहे हैं जो पृथ्वी की वस्तुओं और परिणामी तरंगों के साथ साथ पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली तरंगों का विश्लेषण कर रहे हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं और उन्हें सार्थक बना रहे हैं पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में व्याख्या विशेष रूप से यह देखने के लिए कि वे खनिज अन्वेषण में कैसे सहायक होंगे तो अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं कि यह रिमोट सेंसिंग कुछ भी नहीं तो सबसे बड़े संभावित आयाम में एक स्पेक्ट्रोमेट्री है जब हम पृथ्वी की सतह को लेते हैं जो किसी भी समय पृथ्वी के सतह के कई वर्ग किलोमीटर के कई क्षेत्रों का दृश्य ले रहा है और इस पूरे तरंग दैर्ध्य में परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहा है और जो विभिन्न पृथ्वी वस्तुओं से आ रहा है जैसा कि हम कहते हैं कि चट्टानें पानी और वनस्पति तो रिमोट सेंसिंग के बारे में बहुत ही मौलिक विचारों पर आते हैं रिमोट सेंसिंग अनिवार्य रूप से वह है जो हम समझते हैं कि उपग्रह पर लगाया हुआ कैमरा अनिवार्य रूप से एक स्पेक्ट्रोमीटर है इसे विशिष्ट तरंग दैर्ध्य अंतराल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार डेटा को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाता है और इसे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बहुत विस्तृत अभ्यास के अधीन किया जाता है जो इस व्याख्यान में विवरणों पर चर्चा नहीं करेगा वे रिमोट सेंसिंग के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एक विशेष विषय हैं जिसे अलग से पढ़ाया जा सकता है लेकिन यहां हम केवल रिमोट सेंसिंग के उपयोगों के बारे में चिंतित होंगे यहाँ इस चित्र पर यह हमें एक विचार देता है इन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को 70 के दशक के मध्य में LANDSAT श्रृंखला से शुरू करने से पहले लॉन्च किया गया था MSS मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर है और TM थैमैटिक मैपर है ASTER विकिरण का उन्नत अंतरिक्ष जनित थर्मल उत्सर्जन है और SPOT एक फ्रांसीसी उपग्रह है तो ये वे हैं जो सूर्य के समकालिक उपग्रह हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में इमेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और डिजिटल रूप में संग्रहीत किए जाएंगे जो कि उपग्रह इमैजियों को जांचने के लिए संसाधित किए जा सकते हैं तो सूरज को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम रेंज देख सकते हैं तो यहाँ एक्स अक्ष पर एक पिक्सेल आकार है जो मीटर अथवा किलोमीटर में दिया गया है और हम देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर की तरह उपग्रह कैमरा एक मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर की तरह पिक्सेल आकार के लगभग 70 मीटर या लगभग 70 मीटर तक किसी तरह का होता है या जो मूल रूप से इंस्टैन्टेनियस फील्ड ऑफ वीयू के रूप में जाना जाता है यह मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर और फिर थीमैटिक मैपर है थीमैटिक मैपर का क्षेत्रफल थोड़ा छोटा था लगभग 30 मीटर थामैटिक मैपर यहाँ कहीं है थीमैटिक मैपर 30 मीटर क्षेत्र से 30 मीटर की दूरी पर तात्कालिक क्षेत्र के रूप में था तो उपग्रह कैमरा की सार्थकता या उपयोगिता अनिवार्य रूप से इन दो मापदंडों पर निर्भर है यह प्रति दिन दोहराए जाने वाले आवरण की आवृत्ति देता है ताकि पृथ्वी की सतह के किसी भी हिस्से को क्लाउड कवर और कई अन्य चीजों की तरह क्षणिक घटनाओं की देखभाल करने के लिए दोहराए जा सकें तो उन उपग्रहों की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि पिक्सेल क्या है या जिसे हम ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन कह सकते हैं तो जितना ही छोटा जमीन का रिज़ॉल्यूशन है उतना ही बेहतर उपग्रह इमेजरी है क्योंकि हम उन विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं जो बहुत छोटे आयाम के हो सकते हैं उदाहरण के लिए यदि कोई भी पृथ्वी किसी खनिज युक्त सिरा की तरह है जो केवल कुछ दसियों मीटर में मापती है तो उपग्रह इमेजरी द्वारा अध्ययन संभव नहीं हो सकता है जहां जमीनी रिज़ॉल्यूशन 70 मीटर से 70 मीटर है तो इसका मतलब है बेहतर जमीन का रिज़ॉल्यूशन है उतना ही बेहतर यह खनिज अन्वेषण उद्देश्य के लिए उपयोगी है 70 के दशक के मध्य में MSS मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर कुछ समय के लिए NASA नाम से लॉन्च किया गया था इसे बाद में उपग्रह स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा सुधार किया गया था जिसे सुधार दिया गया था एक उपग्रह इमेजरी का दूसरा पहलू यह है कि किस स्पेक्ट्रल रेंज में यह विशेष स्पेक्ट्रोमीटर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य को संसाधित कर रहा है और कितने अंतराल में या किस विंडो के लिए है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह LANDSAT है यह सुदूर संवेदी उपग्रहों का कुछ सारांश डेटा है और जो वर्तमान में यहां पर चिह्नित किया गया है वह वास्तव में खनिज अन्वेषण पर किताब से लिया गया है जो 2006 में वापस आ गया था इसलिए यह इस बारे में एक विचार देता है कि अब तक क्या चल रहा था समय अवधि या सभी उपग्रह डेटा क्या थे तो आप ASTER की तरह एक उपग्रह कैमरा देख सकते हैं जो उन्नत अंतरिक्ष जनित थर्मल उत्सर्जन विकिरण रेडियोमेट्री है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के थर्मल अवरक्त रेंज की थर्मल रेंज में संचालित होता है आप थिमेटिक मैपर को देख सकते हैं जो मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर को देख रहा है जो वर्णक्रमीय बैंड 4 5 6 और 7 के तरंग दैर्ध्य के भीतर काम कर रहा था माइक्रोमीटर के संदर्भ में 05 से 06 06 से 07 07 से 08 08 से 11 तो ज्यादातर दृश्यमान रेंज में जैसा कि आप देख सकते हैं थैमैटिक मैपर में बैंड थे उनमें से कुछ मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर के करीब थे लेकिन इसमें अन्य वर्णक्रमीय बैंड थे और अवरक्त रेंज जो जमीनी सामग्री के बेहतर अध्ययन के लिए डिज़ाइन की गई थी जहां इस अवरक्त रेंज में स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत कुछ दे सकती थी बेहतर जानकारी जहाँ तक मिनरलाइज़ेशन से जुड़ी सुविधाओं का संबंध है जो थोड़ी ही देर में उन्हें देख लेंगे तो हम बैंड 1 से 3 और 82 के बैंड में 82 से बैंड 4 के मामले में 79 मीटर से 79 मीटर के इस तात्कालिक क्षेत्र में मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर देख सकते हैं और यहां 30 मीटर से 30 मीटर की दूरी पर ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन के साथ थीमेटिक मैपर बैंड 1 5 और 7 से और बैंड 6 में 120 से 120 मीटर तो यह भी डेटा की मात्रा के बारे में एक विचार देता है जो उत्पन्न होता है पिक्सल प्रति दृश्य 28 है 10 से पावर 6 का अर्थ है कि कितने रिज़ॉल्यूशन एलिमेंट को एक दृश्य में कवर किया जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र होगा जो उपग्रह कवर कर सकता है तो ये अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रूप से आप देख सकते हैं कि ये उनके पिछले संस्करणों के घटनाक्रम हैं उदाहरण के लिए थीमैटिक मैपर मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी स्पेक्ट्रोमीटर था इसी तरह बढ़ाया गया थामैटिक मैपर वर्णक्रमीय कवरेज के मामले में बेहतर था और यहां तक कि उन्नत अंतरिक्षीय थर्मल उत्सर्जन विकिरण विकिरणमापी में ऐसे वर्णक्रमीय बैंडों की संख्या अधिक थी तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जैसा कि हम एक उपग्रह के ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन के अलावा एक विशेष उपग्रह की उपयोगिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथ ही सैटेलाइट कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर की उपयोगिता को वर्णक्रमीय रिज़ॉल्यूशन द्वारा आंका जाता है इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रोमीटर किस छोटे वर्णक्रम में डेटा स्टोर और प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम है इसलिए हम इन सिद्धांतों के साथ जारी रहेंगे और यह खनिज की खोज के लिए उपयोगी है